इसलिए s दिशा में परिणामी बल तो यह निश्चित रूप से एक आयामी मामले की तरह है वेग समय का फंक्शन हो सकता है लेकिन अन्यथा स्थानिक भिन्नता के संदर्भ में यह केवल s का एक फंक्शन है क्योंकि प्रवाह हमेशा स्ट्रीम लाइन के साथ स्पर्श रेखीय है इसी तरह से स्ट्रीम लाइन को परिभाषित किया जाता हैI तो फिर आंशिक व्युत्पन्न और d समान हो जाएगा क्योंकि v केवल s का एक फ़ंक्शन है जबकि यह दिया है कि v समय का फंक्शन नहीं है I लेकिन इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि v समय का फंक्शन भी है तो इस आंशिक व्युत्पन्न की प्रकृति को भी बनाए रखना है इसलिए अनस्टेडी मामले में इसे आंशिक व्युत्पन्न की तरह बनाए रखना होगा तो n दिशा के साथ गति का समीकरण आमतौर पर हम इसे s दिशा के साथ लिखकर खुश होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है क्योंकि प्रवाह s दिशा के साथ है लेकिन n दिशा के साथ कुछ दिलचस्प भी संभव है और आइए हम ऐसी संभावनाओं पर गौर करने की कोशिश करें इसलिए हम अब सभी बलके घटकों को इस समझ के साथ लिखेंगे कि हमें n दिशा के साथ लगने वाले बलों को जानना है

मान लेते हैं कि आपके पास एक पाइप बैंड है I तो एक पाइप है जो इस तरह से तरल पदार्थ ले जा रहा था